अब हम डैम्प्ड प्रणालियों के हार्मोनिक कंपन देखेंगे तो मुक्त कंपन में हम पहले से ही अवमंदित मुक्त कंपन देख चुके हैं और अवमंदन वह गुण है जिसके द्वारा किसी प्रणाली का मुक्त कंपन समय के साथ कम हो जाता है और अवमंदन प्रणाली में मौजूद कई ऊर्जा अपव्यय तंत्रों के कारण होता है तो अब हम विस्कस अवमंदित प्रणाली को देखते हैं तो विस्कोसली डैम्प्ड सिस्टम में डैम्पिंग को विस्कोस डैम्पर द्वारा दर्शाया जाता है और डैम्पिंग बल इस द्रव्यमान के वेग से गुणा किए गए डैम्पिंग गुणांक के बराबर होगा तो इस प्रकार की प्रणालियों की गति का समीकरण हमने मुक्त कंपन के लिए लिखा है और बल कंपन में जब पी नॉट साइन ओमेगा टी का एक हार्मोनिक बल प्रणाली पर कार्य कर रहा है तो गति का समीकरण यह बन जाता है यह m डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx हार्मोनिक बल पी नॉट sin ओमेगा t के बराबर है और सिस्टम में कुछ प्रारंभिक विस्थापन और वेग होगा और हम मानते हैं कि हम इस प्रारंभिक स्थितियों को जानते हैं हम गति के इस समीकरण को इस तरह से फिर से लिख सकते हैं और हम इस जीटा को एक अवमंदन अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि अवमंदन गुणांक को क्रांतिक अवमंदन गुणांक द्वारा विभाजित है और हमने मुक्त कंपन में भी देखा है कि क्रांतिक अवमंदन गुणांक 2 m ओमेगा n के बराबर है या 2 रूट km तो अब हमारे पास गति का यह समीकरण है और हमें इसका हल खोजना है तो यहाँ भी समाधान के 2 भाग होंगे पूरक समाधान और विशेष समाधान पूरक समाधान सजातीय समाधान के बराबर होगा जो मुक्त कंपन का समाधान है तो अब हम इसके लिए विशेष समाधान ढूंढेंगे हम मानेंगे कि विशेष समाधान C sin ओमेगा t प्लस D कॉस ओमेगा t के रूप का है तो अब हमें इन स्थिरांकों C और D का पता लगाना है D cos तो उसके लिए हमें इस समीकरण को गति के समीकरण में प्रतिस्थापित करना होगा और फिर हमें इन अचरों को ज्ञात करना होगा गति के इस समीकरण में हम इस समीकरण और इसके डेरिवेटिव को प्रतिस्थापित करते हैं अतः हमें इसे एक बार अवकलित करके वेग फलन ज्ञात करना है इसलिए यदि आप इसे एक बार अवकलित करते हैं तो आपको सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस डी ओमेगा sin ओमेगा टी मिलता है जो इस विशेष समाधान का वेग है इसी प्रकार हम इस वेग को एक बार फिर अवकलित करके त्वरण ज्ञात कर सकते हैं तो त्वरण माइनस C ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी माइनस डी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी होगा cos sin cos अब हम गति के इस समीकरण में विस्थापन वेग और त्वरण के लिए विशेष समाधान समीकरण को स्थानापन्न कर सकते हैं इसलिए यदि आप वह प्रतिस्थापन करते हैं तो हमें यह समीकरण मिलेगा तो पहले हमारे पास x डबल डॉट है तो पहले 2 पद इस त्वरण का प्रतिनिधित्व करेंगे और वेग के लिए समीकरण द्वारा 2 zeta ओमेगा n गुणा किया जाएगा फिर ओमेगा n वर्ग विस्थापन शर्तों से गुणा किया जाएगा तो हमारे पास यह समीकरण है जो पी नॉट बटा m sin ओमेगा टी के बराबर है जो कि बल है तो अब हम इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं तो हम सभी sin ओमेगा टी पद को इकट्ठा कर सकते हैं तो साइन ओमेगा टी माइनस सी ओमेगा वर्ग से गुणा किया जाता है फिर यह पद 2 जीटा ओमेगा n डी ओमेगा फिर अगला sin ओमेगा टी पद यह सी ओमेगा एन वर्ग है फिर हमारे पास कॉस ओमेगा टी पद हैं तो माइनस डी ओमेगा वर्ग प्लस यह पद सी 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा तो हमारे पास यह पद है जो ओमेगा एन वर्ग डी के बराबर है इसलिए हम इन पद को sin और कोसाइन पद में पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो अब हम दोनों तरफ sin और cosine पद की बराबरी कर सकते हैं तो ये बायीं ओर sin पद हैं और दाहिने हाथ की ओर हमारे पास एक sin पद ओमेगा टी पद है इसलिए हम इन पद को इसके बराबर कर सकते हैं हम cos ओमेगा टी पद को 0 के बराबर भी कर सकते हैं क्योंकि दाहिने हाथ की ओर कोई cos ओमेगा टी पद नहीं हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें दो समीकरण मिलेंगे एक यह p शून्य बटा m के बराबर है दूसरा यह समीकरण 0 के बराबर है इसलिए हम इसे फिर से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और हमें इस समीकरण से इस तरह का समीकरण और दूसरा समीकरण मिलेगा इस समीकरण से तो आपके पास दो समीकरण और 2 अज्ञात C और D हैं इसलिए हम इस बीजगणितीय समीकरण को हल कर सकते हैं और हमारे स्थिरांक C और D के लिए समीकरण निकाल सकते हैं अत इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें C और D के समीकरण प्राप्त होंगे और वह C के बराबर होगा पी नॉट बटा के 1 माइनस फ्रिक्वेंसी रेशियो स्क्वायर बटा 1 माइनस फ्रीक्वेंसी रेशियो स्क्वायर प्लस 2 जीटा फ्रीक्वेंसी रेश्यो स्क्वायर और D इस पी नॉट बटा k के बराबर होगा न्यूमरेटर होगा माइनस 2 जीटा आवृत्ति अनुपात भाजक C के समान होगा अब हम C और D के मूल्यों को जानते हैं इसलिए हम विशेष समाधान के लिए C sin ओमेगा t प्लस डी कॉस ओमेगा टी के रूप में समीकरण लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि कुल समाधान पूरक समाधान और विशेष समाधान का योग है इसलिए हमने अनडैम्पड प्रणालियों के हार्मोनिक स्पंदनों में देखा है कि पूरक समाधान मुक्त कंपन प्रतिक्रिया के बराबर होगा तो यहाँ हमारे पास पूरक समाधान और विशेष समाधान के रूप में कुल समाधान है तो यह है अगर आपको अवमंदित प्रणाली की मुक्त कंपन प्रतिक्रिया याद है जो ई के पावर माइनस जेटा ओमेगा nt गुणा ए कॉस ओमेगा डीटt प्लस बी sin ओमेगा Dटी तो यह ओमेगा D अवमंदित प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर है जो ओमेगा n के बराबर है जो कि अडम्प्ड प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति गुणा वर्गमूल 1 minus zeta वर्ग के बराबर है zeta अवमंदन अनुपात है A cost B st C st D cost तो अब हमारे पास कुल समाधान है इसलिए यदि आप समाधान को देखें तो ये दो पद समय के साथ क्षय हो जाते हैं तो यह घातांकीय फलन t के रूप में है इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ता है ये 2 पद समय के साथ घटते जाते हैं तो समाधान के इस भाग को क्षणिक प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह समय के साथ घटता है और इस भाग को स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है अतः यह समय के साथ क्षय नहीं होगा यह प्रमुख प्रतिक्रिया होगी क्योंकि यह भाग समय के साथ क्षय होता है और यह तब तक शेष रहेगा जब तक बल रहेगा तो यह प्रतिक्रिया का प्रमुख हिस्सा है इसलिए जैसा कि हमने पहले किया है हम प्रारंभिक शर्तों का उपयोग करके स्थिरांक A और B की गणना कर सकते हैं तो हमारे पास प्रारंभिक विस्थापन और प्रारंभिक वेग है तो आप इस समीकरण में प्रारंभिक वेग को स्थानापन्न कर सकते हैं और हम इन समीकरण कों अवकल करके वेग समीकरण का पता लगा सकते हैं और उसमें प्रारंभिक वेग मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और तब हमारे पास दो समीकरण होंगे यदि आप उन दो समीकरणों को हल करते हैं तो हमें A और B का मान मिलेगा इसलिए यदि आप वह सब करते हैं जो हमें मिलेगा तो A बराबर x शून्य प्रारंभिक विस्थापन ऋण यह समीकरण D और B इसके बराबर होंगे मैं इस वीडियो में इस व्युत्पत्ति को नहीं दिखा रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे आजमाएं और इन स्थिरांकों की गणना करें तो अब देखते हैं कि समाधान कैसा दिखता है इसलिए यदि आप प्रारंभिक स्थितियों के कुछ मूल्यों के लिए इस कुल समाधान को प्लॉट करते हैं तो हमें समाधान इस तरह मिलेगा नीली रेखा कुल समाधान का प्रतिनिधित्व करती है लाल बिंदीदार वक्र स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए और यदि हम केवल क्षणिक प्रतिक्रिया की प्लॉट रचते हैं तो यह इस तरह दिखाई देगी इसलिए उम्मीद के मुताबिक यह क्षणिक प्रतिक्रिया समय के साथ क्षय हो जाएगी और कुछ समय बाद शून्य हो जाएगी और अगर आप शुरू में कुल समाधान को देखें तो कुल समाधान इस तरह परिवर्तन होगा यह स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया और इस क्षणिक प्रतिक्रिया का योग है इसलिए कुछ समय बाद जब क्षणिक प्रतिक्रिया घट जाती है तो कुल समाधान स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया के बराबर हो जाएगा और यही कारण है कि समाधान के इस हिस्से को स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि समाधान का वह हिस्सा तब तक बना रहता है जब तक उपलब्ध बल अब आइए देखें कि ओमेगा पर कंपन की प्रतिक्रिया ओमेगा n के बराबर है अनडम्प्ड प्रणालियों में हमने देखा है कि जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है प्रतिक्रिया असीमित हो जाती है प्रत्येक चक्र में स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया का आयाम बढ़ जाती हैं अब देखते हैं कि जब बल की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो अवमंदित तंत्र कैसे व्यवहार करता है तो हमारे पास स्थिरांक C और D के लिए समीकरण हैं जब ओमेगा ओमेगा n के बराबर है तो यह अनुपात 1 हो जाएगा और C 0 के बराबर हो जाएगा यह न्यूमरेटर 0 बन जाएगा तो यहाँ D के लिए समीकरण में यह टर्म माइनस 2 जीटा बन जाएगा और यह टर्म गायब हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यह टर्म 2 जीटा पूरे वर्ग बन जाएगा तो एक साथ यह p बटा k घटाव 2 घटाव 1 विभाजित 2 जीटा हो जाएगा तो C 0 हो जाता है और D यह मान बन जाता है शून्य प्रारंभिक स्थितियों के लिए प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके पूरक समाधान पाया जा सकता है इस अवमंदित प्रणाली की कुल प्रतिक्रिया यह होगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पद समय के साथ क्षय होती हैं cost तो वे क्षणिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया है जो कि ओमेगा n का एक कार्य है क्योंकि फोर्सिंग फ़ंक्शन प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर है आइए अब समाधान को आलेखीय रूप से देखें तो समाधान इस तरह दिखता है इस स्थिर अवस्था की प्रतिक्रिया का आयाम p शून्य बटा k गुणा एक बटा 2 जीटा के बराबर होता है जो कि अनडम्प्ड प्रणालियों के मामले में भिन्न होता है यह आयाम t का कार्य नहीं है तो यह एक स्थिर है और यह समय के साथ नहीं बढ़ता है इसलिए इसका मतलब है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया में हमारे पास एक सीमित प्रतिक्रिया होती है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का आयाम इस मूल्य के बराबर है और यह समय के साथ नहीं बदलता है यह समय के साथ स्थिर रहता है और जैसा कि आप यहां शुरुआत में देख सकते हैं जब समय छोटा होता है तो हमारे पास इस क्षणिक प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है इसलिए कुछ समय बाद क्षणिक अनुक्रिया क्षय हो जाएगी और कुछ समय बाद 0 के बराबर हो जाएगी तो कुल प्रतिक्रिया स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया में परिवर्तित हो जाती है और तब तक जारी रहती है जब तक बल बना रहता है और स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का आयाम भी स्थिर रहता है इसलिए आयाम समय के साथ नहीं बढ़ता है तो अब आप प्रणालियों में अवमंदन के प्रभाव की सराहना करने में सक्षम होंगे अनडम्प्ड प्रणाली में हमने देखा है कि ओमेगा ओमेगा n के बराबर होता है और प्रत्येक चक्र के बाद प्रतिक्रिया बढ़ जाती है इसलिए जैसे जैसे समय बीतता है प्रतिक्रिया बढ़ती रहती है लेकिन अवमंदन उस प्रतिक्रिया को सीमित कर देता है और इसे इस मूल्य से बांध देता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत जाता है प्रतिक्रिया का अधिकतम आयाम इतना होगा p शून्य बटा k गुणा 1 बाटा 2 जीटा इसलिए यदि अवमंदन अधिक है तो आयाम छोटा होगा और अवमंदन छोटा है आयाम बड़ा होगा और हम जानते हैं p शून्य बटा k स्थिर प्रतिक्रिया के बराबर है अब हम विस्तार से स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का पता लगाते हैं क्योंकि क्षणिक प्रतिक्रिया समय के साथ कम हो जाती है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया कंपन का प्रमुख रूप है इसलिए जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं यह स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया के लिए समीकरण है और इसे वैकल्पिक रूप से x शून्य गुणा sin ओमेगा t माइनस फाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो इस sin और cos पदों को कुछ चरण कोण के साथ एक sin शब्द के रूप में लिखा जा सकता है और यहाँ x शून्य C वर्ग और D वर्ग के वर्गमूल के बराबर है और चरण कोण इस tan प्रतिलोम ऋण D बटा C तो हम हम गणना कर सकते हैं कि हम C बाटा D के लिए समीकरण जानते हैं जिसका उपयोग करके हम आयाम की गणना कर सकते हैं यह पी नॉट बटा k गुणा 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस फ़्रीक्वेंसी अनुपात वर्ग पूरे वर्ग प्लस 2 ज़ेटा फ़्रीक्वेंसी अनुपात पूरे वर्ग के बराबर होगा 𝜙 तो हमने देखा है कि p शून्य बटा k स्थैतिक प्रतिक्रिया के बराबर है और यह एक गुणन कारक है जिसके द्वारा इस प्रतिक्रिया का आयाम बढ़ता या घटता है और phi को tan inverse 2 zeta फ़्रीक्वेंसी रेश्यो को 1 माइनस फ़्रीक्वेंसी रेशियो के वर्ग से विभाजित करके निकाला जा सकता है हम इस कारक को विरूपण प्रतिक्रिया कारक के रूप में निरूपित कर सकते हैं जो Rd है और यह इस कारक के बराबर है अब देखते हैं कि यह विरूपण प्रतिक्रिया कारक अवमंदन अनुपात के साथ कैसे भिन्न होता है हमने समान परिणाम अनडम्प्ड प्रणालियों में भी देखा है इसलिए अवमंदित प्रणालियों में अवमंदन अनुपात के आधार पर Rd का मान बदल जाता है इसलिए जब अवमंदन छोटा होता है तो अवमंदन अनुपात पर Rd का मान 1 के बराबर होता है बहुत अधिक है और जब अवमंदन बढ़ रहा होता है तो अवमंदन अनुपात 1 पर प्रतिक्रिया कारक छोटा और छोटा हो जाता है जैसा कि हमने अडम्प्ड सिस्टम में देखा है जब डंपिंग अनुपात 0 के करीब होता है यानी जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0 के करीब होती है तो हम देख सकते हैं कि Rd 1 के बराबर है इसका मतलब है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का आयाम स्थिर प्रतिक्रिया p शून्य बटा k के बराबर होगा जब आवृत्ति अनुपात बढ़ता है तो यह प्रतिक्रिया कारक भी बढ़ेगा और यह वृद्धि अवमंदन के मूल्य पर निर्भर करेगी इसलिए प्रकाश अवमंदित प्रणालियों के लिए यह प्रवर्धन आवृत्ति अनुपात 1 के बराबर होने पर बड़ा होगा और जब आवृत्ति अनुपात एक से अधिक बढ़ जाता है तो यह कारक छोटा और छोटा हो जाता है और जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत अधिक होता है तो यह सिस्टम में मौजूद अवमंदन के बावजूद 0 हो जाता है इसलिए अवमंदन इस कारक को तब नियंत्रित करता है जब आवृत्ति अनुपात 1 के करीब होता है आइए हम स्थिर अवस्था विरूपण प्रतिक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझें तो स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया को विरूपण प्रतिक्रिया कारक द्वारा sin ओमेगा टी माइनस फाई से गुणा करके स्थिर प्रतिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है तो Rd इस तरह बदलता है और phi इस तरह बदलता है तो क्या होता है जब आवृत्ति अनुपात ओमेगा बटा ओमेगा n 1 से बहुत कम होता है इसलिए हमने देखा है कि जब बल आवृत्ति 0 के बराबर होती है या आवृत्ति अनुपात 0 के करीब होता है तो यह कारक Rd एक के बराबर होता है और स्थिर प्रतिक्रिया गतिशील स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया के बराबर होगी इसलिए जब आवृत्ति अनुपात एक से छोटा होता है जब इस सीमा में होने पर तब भी यह Rd मान 1 के बहुत करीब होता है जिसका अर्थ है कि स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया स्थिर प्रतिक्रिया के लगभग बराबर होती है इसलिए इस क्षेत्र में जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत कम 1 से छोटा होता है तो प्रतिक्रिया p शून्य बटा k के बराबर होती है इसलिए जैसा कि आप इस समीकरण से देख सकते हैं कि यह प्रतिक्रिया प्रणाली की कठोरता द्वारा नियंत्रित होती है यदि कठोरता अधिक है प्रतिक्रिया छोटी है तो विस्थापन कम होगा और यदि कठोरता बहुत कम है तो यह प्रतिक्रिया अधिक होगी तो यह स्थैतिक मामले के समान है अब जब आवृत्ति अनुपात एक के करीब होता है तो यह 1 के बराबर या लगभग बराबर होता है जैसा कि आपने पहले देखा है कि प्रतिक्रिया का यह आयाम स्थिर प्रतिक्रिया से बहुत बड़ा हो सकता है Rd का यह मान 1 से बहुत बड़ा हो सकता है मान निर्भर करता है डंपिंग के बहुत उच्च मूल्य के लिए डंपिंग जैसे डंपिंग 07 के बराबर है ऐसा हो सकता है कि आवृत्ति अनुपात एक होने पर Rd मान एक से कम हो लेकिन सभी वास्तविक संरचनाओं के लिए डंपिंग बहुत छोटा होगा तो Rd मान 1 से अधिक होगा तो हम कह सकते हैं कि जब आवृत्ति अनुपात 1 के करीब होता है तो सिस्टम में डंपिंग द्वारा स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है इसलिए जब आवृत्ति अनुपात लगभग एक के बराबर होता है तो Rd का मान 1 बटा 2 जेटा होगा और स्थिर अवस्था का आयाम p शून्य बटा k गुणा 1 बटा 2 जेटा हो जाता है इसलिए यदि हम डंपिंग अनुपात को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें x शून्य पी शून्य बटा C ओमेगा n बराबर मिलेगा जैसा कि आप इन दो समीकरण में देख सकते हैं कि आयाम को डंपिंग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा क्योंकि डंपिंग बढ़ता है x शून्य का मान घटता है तो अवमंदन के छोटे मूल्यों के लिए x शून्य जो स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया है स्थिर प्रतिक्रिया से बहुत अधिक होगी अतः हम इस वक्र में भी समान व्यवहार देख सकते हैं तो अब क्या होता है जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत बड़ा होता है जब आवृत्ति अनुपात 1 से बड़ा होता है जैसा कि आप इस वक्र में देख सकते हैं तो Rd का मान 0 के बराबर हो जाता है आवृत्ति अनुपात बढ़ने पर यह 0 हो जाता है तो यह Rd के लिए वसमीकरण है और इसमें यदि आप हर का निरीक्षण करते हैं नियम के तहत तो 1 घटाव आवृत्ति अनुपात वर्ग पूरे का वर्ग अतः यह पद आवृत्ति अनुपात की घात 4 है और इस पद की आवृत्ति का अनुपात की घात 2 है अत इस पद की तुलना में इस पद का मान नगण्य है तो आप कह सकते हैं कि Rd के लिए इस समीकरण में यह प्रमुख शब्द है जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत अधिक है

तो हम स्थिर स्थिति आयाम के लिए समीकरण लिख सकते हैं जैसे p शून्य बटा k स्थिर प्रतिक्रिया को इस पद से गुणा किया जाता है जो कि आवृत्ति अनुपात का वर्गमूल की घात 4 है इसका मतलब है ओमेगा एन वर्ग ओमेगा वर्ग से विभाजित है तो हम ओमेगा n के मान को k बटा n के वर्गमूल के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो यह p शून्य बटा m बटा ओमेगा वर्ग हो जाता है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं स्थिर स्थिति आयाम के लिए यह समीकरण सिस्टम के द्रव्यमान द्वारा नियंत्रित होती है इसलिए जब आवृत्ति अनुपात 1 से अधिक होता है तो Rd की प्रवृत्ति 0 हो जाती है और Rd का मान सिस्टम के द्रव्यमान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा यदि द्रव्यमान अधिक है तो प्रतिक्रिया स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया छोटी होगी द्रव्यमान बहुत कम है तो यह प्रतिक्रिया बड़ी होगी हालाँकि जैसा कि आवृत्ति अनुपात 1 से अधिक हो जाता है प्रतिक्रिया 0 पर जाती है यह 0 तक पहुँचती है और इस तरह से चरण कोण डैम्पिंग के साथ बदलता रहता है हमने देखा है कि जब अवमंदन 0 होता है जो कि अनडैम्पड प्रणाली के लिए होता है तो अवमंदन अनुपात 1 से कम होने पर चरण कोण 0 था और यह 180 के बराबर था जब अवमंदन अनुपात 1 से अधिक था इसलिए जब सिस्टम में मौजूद कुछ अवमंदन होता है इस चरण कोण की प्रकृति भी बदल जाती है जब आवृत्ति अनुपात 0 के करीब होता है चरण कोण भी 0 के करीब होता है और जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत अधिक होता है तो चरण कोण 180 डिग्री तक पहुंच जाता है और चरण कोण में परिवर्तन की प्रकृति अवमंदन के मूल्य पर निर्भर करेगी इसलिए जैसे जैसे अवमंदन बढ़ता है यह वक्र समतल होता जाता है और यह धीरे धीरे अपने मूल्यों को बदलता है इसलिए अगर हम एक हार्मोनिक बल का विरोध करने के लिए एक संरचना तैयार करना चाहते हैं तो हम उस संरचना को कैसे डिजाइन करेंगे इसकी प्राकृतिक आवृत्ति क्या होनी चाहिए जैसा कि हम इन वक्रों से देख सकते हैं हम जानते हैं कि जब सिस्टम की प्राकृतिक आवृत्ति इसकी मजबूरन आवृत्ति के करीब होती है तो स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया का आयाम स्थिर प्रतिक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है तो हम या तो सिस्टम को प्राकृतिक आवृत्ति के साथ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत कम है उस स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्थिर स्थिति के समान होगी या दूसरा तरीका यह है कि हम इसे इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से आवृत्ति अनुपात एक से बहुत बड़ा है तो उस स्थिति में प्रतिक्रिया 0 के करीब होगी प्रतिक्रिया स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया से बहुत कम होगी और एक प्रणाली को डिजाइन करने में कुछ अन्य बाधाएं भी होंगी जो प्राकृतिक आवृत्ति के मूल्य को सीमित कर देंगी जिसे हम अपना सकते हैं तो सामान्य नियम यह है कि प्राकृतिक आवृत्ति को बल आवृत्ति से जितना हो सके दूर रखें तो या तो इसे फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी से कम करें या इसे फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करें अब हम स्थिर अवस्था में वेग और त्वरण प्रतिक्रिया देखते हैं तो यह स्थिर अवस्था में विस्थापन प्रतिक्रिया है यह पी नॉट बटा k आरडी sin ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर है इसलिए यदि आप इसे एक बार अवकल करते हैं तो आपको वेग की प्रतिक्रिया मिलेगी तो वेग प्रतिक्रिया को पी नॉट बटा वर्गमूल km के रूप में लिखा जा सकता है जो वेग संकट प्रतिक्रिया कारक है और कॉस फ़ंक्शन ओमेगा t माइनस फाई में द्वारा गुणा किया जाता है और यह वेग प्रतिक्रिया कारक Rv आवृत्ति अनुपात गुणा Rd है इसलिए यदि आप इसे अवकल करते हैं तो आपको यह समीकरण Rv बराबर ओमेगा बटा ओमेगा l गुणा Rd के साथ मिलेगा इसलिए यदि आप इसे प्लॉट करते हैं तो हमें Rd के समान वक्र मिलते हैं यह ऐसा दिखाई देगा और अवमंदन अनुपात के साथ मान बदल जाएंगे तो यह उच्चतम वक्र निम्नतम अवमंदन अनुपात के लिए है जब आवृत्ति अनुपात 0 के करीब होता है तो Rv का मान भी 0 के करीब होता है और जब आवृत्ति अनुपात 1 के करीब होता है तो Rv का मान बढ़ जाता है यह 1 से बहुत अधिक है और इसका मान अवमंदन पर निर्भर करता है और जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत अधिक होता है तो Rv का मान फिर से 0 में परिवर्तित हो जाता है अब हम स्थिर अवस्था त्वरण प्रतिक्रिया देखते हैं इसलिए यदि हम इस वेग प्रतिक्रिया को एक बार अवकल कर दें तो हमें त्वरण प्रतिक्रिया मिल जाएगी तो त्वरण प्रतिक्रिया माइनस पी नॉट बटा m Ra के बराबर है जो कि त्वरण प्रतिक्रिया कारक को sin ओमेगा टी माइनस फाई से गुणा किया जाता है और त्वरण प्रतिक्रिया कारक Ra ओमेगा बटा ओमेगा n के बराबर होता है जो कि अवमंदित आवृत्ति अनुपात वर्ग गुणा Rd है इसलिए यदि हम इस Ra को प्लॉट करते हैं तो हमें Rv और Rd के समान वक्र मिलेंगे और यहां भी जब आवृत्ति अनुपात 1 के करीब होता है तो Ra का मान 1 से बहुत अधिक होता है और फिर से यह अवमंदन के मूल्य पर निर्भर करेगा जब आवृत्ति अनुपात 1 से छोटा होता है तो Ra का मान 0 के बहुत करीब होगा और जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत अधिक होता है तो Ra का मान 1 में परिवर्तित हो जाएगा इसलिए 1 से दूर Ra और Rv का व्यवहार है Rd से अलग इसलिए Rd के मामले में जब आवृत्ति अनुपात 0 के करीब था Rd एक के बराबर था लेकिन आवृत्ति अनुपात 0 के करीब होने पर Rv और Ra 0 के बराबर हो जाता है और जब आवृत्ति अनुपात बहुत अधिक होता है तो Rv Rd के समान 0 के बराबर होता है लेकिन Ra 1 में परिवर्तित हो जाता है आइए अब अवमंदित तंत्रों में अनुनाद को समझें इसलिए अनडैम्प्ड सिस्टम में हमने देखा है कि अनुनाद पर प्रतिक्रिया असीमित हो जाती है प्रत्येक चक्र में प्रतिक्रिया बढ़ जाती है और ऐसा तब होता है जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो अवमंदित प्रणालियों में प्रतिक्रिया कभी भी असीमित नहीं होगी तो अवमंदित के कारण यह सीमित होगा अतः हम कह सकते हैं कि अनुनाद तब होता है जब प्रतिक्रिया अधिकतम होती है प्रतिक्रिया अधिकतम होती है जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के पास होती है इसे प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होने की आवश्यकता नहीं होती है तो अनुनाद आवृत्ति को बल आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर सबसे बड़ा प्रतिक्रिया आयाम होता है विस्थापन वेग और त्वरण प्रतिक्रियाओं के लिए बल आवृत्ति भिन्न होगी और गुंजयमान प्रतिक्रिया विस्थापन वेग और त्वरण के लिए अधिकतम प्रतिक्रिया के बराबर होगी और वह तब होगी जब Rd Rv और Ra का मान अधिकतम होगा इसलिए हम Rd Rv और Ra के समीकरण को अधिकतम करके अनुनाद आवृत्ति और अनुनाद आयाम के मान की गणना कर सकते हैं तो आप किसी फ़ंक्शन का अधिकतम मान कैसे ज्ञात करेंगे हम इसे यहां वेरिएबल के संबंध में अवकल कर सकते हैं इस मामले में हम Rd Rv और Ra के एक्सप्रेशंस को फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के संबंध में अवकल कर सकते हैं और हम इसे 0 के बराबर कर सकते हैं और यह मैक्सिमा या मिनिमा के अनुरूप होगा और हम आरडी आरवी और रा के दूसरे अवकल का पता लगा कर सकते हैं और जब दूसरा अवकल ऋणात्मक होता है जो अधिकतम इंगित करता है तो हम इसके लिए समीकरण को अवकल कर सकते हैं और Rd Rv और Ra के अधिकतम मान की गणना कर सकते हैं और वे इनके बराबर हैं तो Rd का अधिकतम मान 1 बटा 2 जीटा वर्गमूल 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के बराबर है और ऐसा तब होता है जब बल की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति से थोड़ी कम होती है तो विस्थापन प्रतिक्रिया के लिए गुंजयमान आवृत्ति ओमेगा n गुणा 1 माइनस 2 ज़ेटा वर्ग है और वेग प्रतिक्रिया के लिए अधिकतम प्रतिक्रिया कारक 1 बटा 2 ज़ेटा है और ऐसा तब होता है जब बल आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है इसी तरह हम त्वरण के लिए अनुनाद प्रतिक्रिया की गणना कर सकते हैं तो अनुनाद पर त्वरण प्रतिक्रिया कारक 1 बटा 2 ज़ेटा वर्गमूल 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के बराबर होगा और ऐसा तब होता है जब बल आवृत्ति ओमेगा n बटा एक माइनस 2 ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल के बराबर होती है तो यह ओमेगा n से थोड़ा अधिक है तो अब हम देख सकते हैं कि विस्थापन वेग और त्वरण के लिए गुंजयमान आवृत्ति एक दूसरे से थोड़ी अलग हैं जब अवमंदन अनुपात बहुत छोटा होता है वर्गमूल के अंतर्गत ये मान 1 के बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में गुंजयमान आवृत्ति ओमेगा n के बराबर होगी जब अवमंदन बहुत बहुत छोटा होता है और जब अवमंदन बहुत छोटा होता है Rd Rv और Ra ये सभी 1 बटा 2 जीटा के बराबर होंगे क्योंकि जीटा बहुत छोटा होने पर यह जीटा वर्ग पद गायब हो जाएगा अब हम आवृत्ति प्रतिक्रिया वक्र के एक गुण को समझेंगे जिसे आधा शक्ति बैंडविड्थ कहा जाता है तो यह विस्थापन के लिए आवृत्ति प्रतिक्रिया वक्र है तो यह विस्थापन प्रतिक्रिया कारक Rd है और इसे आवृत्ति अनुपात के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है तो हम जानते हैं कि अनुनाद पर इस वक्र का अधिकतम मान होता है तो यह गुंजयमान आयाम से मेल खाता है अब हम इस गुंजयमान आवृत्ति के दोनों तरफ दो आवृत्तियों का पता लगा सकते हैं जहां आयाम गुंजयमान आयाम के 1 बटा रूट 2 के बराबर है और हम यह साबित कर सकते हैं कि इन आवृत्तियों के बीच का अंतर यह आवृत्ति अनुपात 2 जीटा के बराबर है इसलिए इसका मतलब है ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए बटा ओमेगा एन 2 जीटा के बराबर है और इसे आधा पावर बैंडविड्थ कहा जाता है क्योंकि सिस्टम में शक्ति इसके विस्थापन के वर्ग के समानुपाती होती है तो यहाँ ये आवृत्तियाँ विस्थापन आयाम के 1 बटा रूट 2 के अनुरूप हैं तो शक्ति अनुनाद पर शक्ति के आधी के अनुरूप है तो इसे आधा पावर बैंडविड्थ कहा जाता है इसलिए यदि हम इस आधे पावर बैंडविड्थ को माप सकते हैं तो अगर हम इस आधी पावर बैंडविड्थ को माप सकते हैं हम ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए बटा 2 ओमेगा n के रूप में डंपिंग अनुपात के मान की गणना कर सकते हैं इसे चक्रीय आवृत्तियों के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है तो जीटा को एफबी माइनस एफए बटा 2 fn के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां f चक्रीय आवृत्ति से मेल खाता है जो ओमेगा बटा 2 पाई है संरचनाओं के गतिशील गुणों को समझने के लिए हम अक्सर कुछ हार्मोनिक उत्तेजना का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर संरचनाओं का परीक्षण करते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें हार्मोनिक बलों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है और अब हम मूल कंपन जनरेटर के कार्य का पता लगाएंगे तो इस कंपन जनरेटर में 2 द्रव्यमान होंगे जो समान द्रव्यमान के होते हैं और उन्हें केंद्र से कुछ विलक्षणता a पर रखा जाता है और ये दो द्रव्यमान विपरीत दिशाओं में कुछ कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमते हैं तो यह दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा होगा और यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा होगा समय t पर विलक्षणता द्रव्यमान ओमेगा टी के बराबर कोण से चले गए होंगे तो केंद्र की ओर विलक्षणता द्रव्यमान पर आधे me e ओमेगा वर्ग की मात्रा से एक बल कार्य करेगा इन दोनों बलों का क्षैतिज घटक एक दूसरे को रद्द कर देगा और ऊर्ध्वाधर बल बना रहेगा तो लंबवत घटक me e ओमेगा वर्ग sin ओमेगा टी के बराबर होगा जो कि इन दोनों बलों के लंबवत घटकों का योग है तो यह प्रणाली एक हार्मोनिक बल जो इतने के बराबर है संरचना पर लगाएगी जो इस कंपन जनरेटर से जुड़ी है इसलिए यदि हम इसकी तुलना बल के लिए अपनी सामान्य समीकरण से करते हैं तो पी शून्य me ई ओमेगा वर्ग के बराबर है तो यह एक बल लगाएगा जिसका आयाम इक्सेन्ट्रिक द्रव्यमान गुणा इक्सेन्ट्रिक गुणा ओमेगा वर्ग के बराबर है इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं और पूर्ण पैमाने की संरचना के लिए प्रतिक्रिया का पता लगा सकते हैं एक पूर्ण पैमाने पर संरचना का परीक्षण करने के लिए हम कंपन जनरेटर को ओमेगा के विभिन्न मूल्यों पर चला सकते हैं और उस संरचना की प्रतिक्रिया को माप सकते हैं तो मापी गई प्रतिक्रियाओं से हम इस तरह एक वक्र का प्लाट बना सकते हैं तो x अक्ष बल आवृत्ति के विभिन्न मूल्यों के लिए बल आवृत्ति होगी हमारे पास संरचना की प्रतिक्रिया होगी तो इससे हम अधिकतम प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा है जब अवमंदन बहुत कम होता है तो गुंजयमान आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो हम इस अधिकतम प्रतिक्रिया के अनुरूप आवृत्ति पा सकते हैं हम इसे प्राकृतिक आवृत्ति के रूप में मान सकते हैं और आधी शक्ति बैंडविड्थ का उपयोग करके संरचना के डैम्पिंग अनुपात की गणना की जा सकती है तो हम गुंजयमान आयाम का पता लगा सकते हैं और हम गुंजयमान आयाम के 1 बाटा वर्गमूल 2 का पता लगा सकते हैं और हम 2 fn से विभाजित fb माइनस fa की गणना कर सकते हैं और यह जीटा के बराबर होगा तो हार्मोनिक परीक्षण का उपयोग करके हम अवमंदन अनुपात और संरचना की प्राकृतिक आवृत्ति की गणना कर सकते हैं अब हम कंपन प्रणाली से उसके आधार में प्रेषित बल को समझते हैं और इस जानकारी का उपयोग कंपन अलगाव प्रणाली को डिजाइन करने में किया जाएगा तो हमारे पास स्वतंत्रता प्रणाली की डिग्री एक ही है और यह पी नॉट sin ओमेगा टी के बराबर हार्मोनिक बल द्वारा कार्य करती है इसलिए हमें आधार में प्रेषित बल का पता लगाना होगा और यह बल स्प्रिंग बल के साथ इस डैम्पर बल के बराबर होगा तो आधार पर प्रेषित बल स्प्रिंग बल और अवमंदन बल के बराबर होता है जो k के बराबर है जो कि विस्थापन प्रतिक्रिया गुणा कठोरता और वेग प्रतिक्रिया गुना अवमंदन गुणांक है तो यह इस मान के बराबर है जो p0 बटा k गुणा Rd है जो विरूपण कारक है विरूपण प्रतिक्रिया कारक गुणा k sin ओमेगा टी माइनस फाई प्लस सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई तो इस बल के आयाम की गणना p0 बटा k Rd गुणा वर्गमूल k वर्ग प्लस c वर्ग ओमेगा वर्ग के रूप में की जा सकती है तो वह आधार के लिए प्रेषित बल का आयाम होगा तो हम लागू बल आयाम से संचरित बल आयाम के अनुपात का पता लगा सकते हैं और यह 1 Rd डी गुणा वर्गमूल 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा बटा ओमेगा n वर्ग के बराबर होगा आपको यह इसमें से पद मिलेगा यदि आप इसे k से विभाजित करते हैं तो आपको यह मिलेगा तो इस अनुपात को संप्रेषणीयता के रूप में जाना जाता है तो संप्रेषणीयता Rd गुणा इस पद के बराबर है और हम जानते हैं कि Rd बराबर है 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस फ़्रीक्वेंसी अनुपात वर्ग का वर्ग प्लस 2 जीटा फ़्रीक्वेंसी अनुपात वर्ग इसलिए हम संप्रेषणीयता के लिए समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं इसलिए यदि आप ट्रांसमिसिबिलिटी बनाम फ़्रीक्वेंसी अनुपात उस संबंध को प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरह के वक्र मिलेंगे तो प्रत्येक वक्र अवमन्दक के एक अलग मूल्य के अनुरूप होगा इसलिए जैसा कि विरूपण प्रतिक्रिया कारकों के मामले में आवृत्ति अनुपात उच्चतम शिखर पर 1 के बराबर होता है सबसे कम अवमन्दक मूल्य के लिए होगा जब आवृत्ति अनुपात 1 से बहुत कम होता है तो संप्रेषणीयता 1 के बराबर होती है इसलिए इसका मतलब है लागू बल आधार में पूरी तरह से में प्रेषित किया जाता है कंपन इस मामले में बिल्कुल अलग नहीं किया गया है और जब आवृत्ति अनुपात 1 के करीब होता है तो संप्रेषणीयता एक से अधिक होती है इसका मतलब है कि प्रेषित बल लागू बल से अधिक है इसलिए कंपन को अलग करने के बजाय कंपन का प्रवर्धन हो रहा है जब आवृत्ति अनुपात रूट 2 से अधिक होता है संप्रेषणीयता एक से कम होती है इसका मतलब है प्रेषित बल लागू बल से कम है इसका मतलब है कि कंपन अलगाव तब होता है जब आवृत्ति अनुपात रूट 2 से अधिक होता है और ट्रांसमिसिबिलिटी और डंपिंग के बीच संबंध भी बदल जाता है जब डंपिंग अनुपात रूट दो से अधिक होता है इसलिए जब डंपिंग अनुपात 1 के करीब होता है ट्रांसमिसिबिलिटी कम होती थी यदि अवमंदन अधिक था तो उच्चतम शिखर अवमंदन के निम्नतम मान के अनुरूप था लेकिन आवृत्ति अनुपात रूट 2 के बराबर होने के बाद यह संबंध बदल जाता है इसलिए रूट 2 से परे अवमंदन के उच्च मूल्य के लिए संप्रेषणीयता अधिक है अवमंदन के सबसे छोटे मूल्य के लिए संप्रेषणीयता सबसे छोटी है अब देखते हैं कि भू गति किसी संरचना में कैसे संचरित होती है तो हमारे पास कुछ कठोरता और अवमंदन के साथ संरचना की यह स्वतंत्रता डिग्री एक है और इसका द्रव्यमान m है और आधार पर x जमीनी त्वरण x डबल डॉट g नॉट sin ओमेगा t के बराबर कार्य कर रहा है तो यह ग्राउंड वाइब्रेशन सिस्टम को प्रेषित किया जाएगा और हम पाएंगे कि यह कैसे ट्रांसमिसिबिलिटी है तो इस आधार त्वरण के कारण संरचना पर कार्य करने वाला प्रभावी बल इस ग्राउंड त्वरण से माइनस m गुणा के बराबर होगा तो यह माइनस m एक्स डबल डॉट g नॉट sin ओमेगा टी है और इस प्रभावी बल के कारण विस्थापन की प्रतिक्रिया इस तरह से पाई जा सकती है यह माइनस m त्वरण आयाम होगा जिसे kRd गुना sin ओमेगा टी माइनस फाई और इस द्रव्यमान के त्वरण से विभाजित किया जाएगा इस द्रव्यमान का कुल त्वरण जमीनी त्वरण और इस द्रव्यमान के त्वरण का योग होगा जो आधार के सापेक्ष इस द्रव्यमान का त्वरण है अतः कुल त्वरण इन दोनों का योग होगा तो हम इस द्रव्यमान के कुल त्वरण से जमीनी त्वरण आयाम का अनुपात पा सकते हैं इसलिए और इसकी गणना इस समीकरण से की जा सकती है कि यह आरडी गुणा वर्गमूल 1 प्लस 2 जीटा आवृत्ति अनुपात वर्ग के बराबर होगा यह बल संप्रेषणीयता के समान है जिसे हमने पहले देखा है तो यहाँ संप्रेषणीयता इस द्रव्यमान त्वरण के आयाम और जमीन त्वरण के आयाम का अनुपात है और यह इसके बराबर होगा जो कि पहले देखी गई बल संप्रेषणीयता के समान है तो यहाँ भी संप्रेषणीयता की प्रकृति बल संप्रेषणीयता के समान है इसलिए यदि हमें किसी संरचना को जमीनी त्वरण से अलग करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आवृत्ति अनुपात रूट 2 से अधिक हो और जब आवृत्ति अनुपात रूट 2 से अधिक हो तो संप्रेषणीयता अवमंदन के समानुपाती होती है इसका मतलब है अगर अवमंदन कम है तो संप्रेषणीयता भी कम होगी इसलिए यदि आपको जमीनी त्वरण को अलग करना है तो हमें बहुत कम अवमंदन के साथ एक आधार की आवश्यकता है यह विस्कोसली डैम्प्ड सिस्टम के हार्मोनिक कंपन पर हमारी चर्चा को समाप्त करता है अगले व्याख्यान में हम कुछ उदाहरणों को हल करेंगे